छात्रों आपका स्वागत है तो पिछली कक्षा में हम लेखांकन की तीन शाखाओं के विकास के बारे में बात कर रहे थे इसलिए मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया कि वित्तीय लेखा जो आप पहले से जानते हैं लागत लेखांकन और लागत लेखांकन कैसे विकसित हुआ इसलिए हम लागत लेखांकन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि दुनिया भर में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में चुनौतियों जोकि प्रतिस्पर्धा द्वारा आगे से कभी ऐसा सामने रखी गई है है चुनौतियों ने मजबूर किया नए समाधानों के लिए आगे देखने और कह सकते हैं प्रभावी समाधान के लिए जिस से कि उत्पादों की कीमत कम की जा सके क्योंकि लागत ही मूल्य को पाने का आधार है और यह समस्या 1930 में और बढ़ गई क्योंकि आप जानते होंगे या आपने कहीं पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा 1930 के महान मंदी या गहन मंदी के बारे में 1930 के उस मंदी ने लोगों की क्रय शक्ति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया एक तरफ फर्म उत्पाद की लागत को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार की मंदी बाजार में होगी और लोगों की क्रय शक्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी इसलिए उन्होंने कीमतों को कम करने या कीमतों को घटाने या लागत को कम करने की अभिनव तकनीकों का पता लगाने के बारे में कभी नहीं सोचा था जब बाजार में मंदी थी बाजार मंदी के दौर से गुज़र रहा था और लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित थी इसलिए इसने फर्मों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि बाजार को फिर से कैसे हासिल किया जाए इसे प्रदर्शन के सामान्य स्तर पर वापस लाए और कई तकनीकों के अलावा इस बारे में सोचा गया था कि हमें एक व्यापार के तौर पर उत्पादों और सेवाओं की कीमत को कम करना होगा और हमें इसके लिए तरीके और साधन तलाशने होंगे इसलिए 1930 के दशक के उस महान अवसाद या मंदी के कारण शिक्षाविदों शोधकर्ताओं को वित्तीय लेखांकन के बाद लेखांकन के दूसरे विषय को ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा जो नया विषय उभर कर आया या जो पता चला वह लागत लेखांकन था लागत लेखांकन उन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है जो उत्पादन सेवाओं की लागत निकालने के बारे में होते हैं और यह निश्चित तौर से उत्पादन सेवाओं की कीमत निकालने का आधार बन गया इसलिए 1930 के बाद जब हमारे पास वित्तीय लेखांकन था हमारे पास लागत लेखांकन था व्यापार भी वापस ढर्रे पर आने लगा लोगों की क्रय शक्ति भी वापस आई और व्यापार ने बहुत ही रोचक बहुत ही लाभदायक उत्पाद की कीमत को कम करने के तरीके ढूंढे तब हमारे पास प्रबंधन लेखांकन आया प्रबंधन लेखांकन कैसे अस्तित्व में आया लेखांकन के रूप में प्रबंधन लेखांकन लेखांकन की एक शाखा है लेखांकन के विषय के रूप में व्यवसाय मैं निर्णय लेने के लिए 1950 के दशक में विकसित हुआ व्यापार के निर्णय का विषय 50 के दशक की शुरुआत में क्योंकि 50 के दशक की शुरुआत से प्रतिस्पर्धा तेज होने लगी वैश्वीकरण होने लगा कंपनी एक बाजार से दूसरे बाजार में जाने लगी सेवाएं प्रतिस्पर्धी हो गईं उत्पाद प्रतिस्पर्धी बन गए और एक स्थानीय बाजार या घरेलू देशों के बाजार में काम करने वाले घरेलू खिलाड़ियों के लिए बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दी गई कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण जो कि एक बाजार से दूसरे बाजार में जा रही थी इसलिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसायों को यह पता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इस प्रतियोगिता को कैसे लड़ना है बाजार में अलग कैसे बनना है उत्पादन के संबंध में आपूर्ति के संबंध में मूल्य निर्धारण के संबंध में ग्राहक की पसंद के संबंध में आने वाले समय में क्या होने वाला है इसकी कल्पना कैसे करें इस चुनौती के कारण इस तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण लेखांकन की एक नई शाखा लेखांकन का एक नया विषय विकसित हुआ उभरा और हम इसे जानते थे लेखांकन की तीसरी शाखा के बारे में जिससे प्रबंधन लेखांकन कहा जाता है अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि प्रबंधन लेखांकन क्या है इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण लेखांकन की तीसरी शाखा के रूप में लेखांकन की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है बाजार द्वारा सामने रखी गई चुनौतियाँ के कारण तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि प्रबंधन लेखांकन हमारी मदद कर रहा है यह सीखने में जो कि वित्तीय लेखांकन के तहत लागत लेखांकन के तहत उत्पन्न होता है और विभिन्न निर्णय लेने का उपयोग करके उस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाता है जो तकनीक इकट्ठी जाती हैं या एक जगह पर एक समूह में रखी जाती हैं जिसे प्रबंधन लेखांकन कहते हैं इसलिए प्रबंधन लेखांकन में प्रबंधन निर्णय लेने की विभिन्न तकनीकें हैं उदाहरण के लिए हम योजना और पूर्वानुमान के बारे में बात करते हैं योजना बनाना और पूर्वानुमान करना व्यवसायों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है यदि आप जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है तो आप कई चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं या उन परिवर्तनों के जिनके गलत प्रभाव या सबसे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं तो इसके लिए हम प्रबंधन लेखांकन में बजट की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से सीखते हैं हम विभिन्न प्रकार के बजट तैयार करते हैं हम सीखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बजट कैसे तैयार करें और बजट तैयार करके निर्णय कैसे लें हमारे पास मानक लागत सीमांत लागत जैसी विभिन्न तकनीकें हैं हमारे पास प्रबंधन निर्णय लेने की तकनीक की सीख की मूल शुरुआत है जोकि लागत पत्र या लागत विवरण है लागत पत्रक कैसे तैयार करें लागत विवरण कैसे तैयार करें विभिन्न प्रकार की लागतों की गणना करके निर्णय कैसे लिया जाए इसकी गणना लागत पत्रक या लागत विवरण के तहत की जाती है ये अब आप देख रहे हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि प्रबंधन के पास स्वयं का विषय या जानकारी विकसित करने का अपना तरीका या सेट या तकनीक नहीं है यह जानकारी लागत लेखांकन के तहत विकसित की जाती है जब आप एक लागत पत्रक तैयार करते हैं जब आप लागत शीट का विवरण तैयार करते हैं या लागत लेखांकन के तहत लागत का विवरण तैयार किया जाता है जब मैंने आपसे मानक लागत के बारे में बात की तो मानक लागत लागत लेखांकन का हिस्सा है न कि प्रबंधन लेखांकन की इसी तरह सीमांत लागत सीमांत लागत लागत लेखांकन की एक तकनीक है न कि प्रबंधन लेखांकन की इसी तरह गति विधि आधारित लागत लागत लेखांकन की एक तकनीक है न कि प्रबंधन लेखांकन की लेकिन वह जानकारी जो लागत लेखांकन की इन विभिन्न तकनीकों द्वारा उत्पन्न होती है प्रबंधन निर्णय के लिए उस जानकारी का उपयोग कैसे करें जो कि मिलियन डॉलर का प्रश्न है और यही हम यहां सीखने जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज जानकारी उत्पन्न करना आसान है हमारे पास बहुत ही कुशल आईटी सिस्टम हैं आप अपने सभी इनपुट विवरणों डाल देंगे जैसे कि यदि आप एक उत्पाद निर्माण करने जा रहे हैं तो आप सिस्टम में सभी विवरण डाल दें और सिस्टम आपको प्रति इकाई कितना है कितने इकाई हम उत्पादन करने जा रहे हैं प्रति इकाई लागत कितनी है इसकी आसानी से गणना कर सकते हैं लेकिन उचित लागत प्रक्रिया के लिए उस जानकारी का उपयोग कैसे करें यह कैसे पता करें कि लागत का कौन सा घटक अनुपात से परे बढ़ रहा है और इसे नियंत्रित किया जाना है किसी उत्पाद का मूल्य निकालने के लिए उस लागत की जानकारी का उपयोग कैसे करें इन सभी तकनीकों और सांख्यिकी निर्णय लेने के बारे में अगर हम बात करते हैं वित्तीय और सांख्यिकी निर्णय जो कि प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों की मदद से संभव है जिनमें हम यहां लेखा करण के विषय की तीसरी शाखा यह के लेखा करण विषय के बारे में सीखेंगे इसलिए जब आप लेखांकन के बारे में बात करते हैं तो हम यहां यह देखेंगे कि लेखांकन क्या है लेखांकन को वित्तीय या मौद्रिक शब्दों में व्यवसाय उद्यम के बारे में जानकारी एकत्र करने सारांशित करने विश्लेषण करने और रिपोर्ट करने की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यदि आप इस परिभाषा को बड़े पैमाने पर देखते हैं तो यह वित्तीय लेखांकन से जुड़ा हुआ है क्योंकि वित्तीय लेखांकन में हम एक प्रणाली बनाते हैं जहां हम उस प्रणाली के लेन देन के तहत जानकारी एकत्र करते हैं और जब लेन देन खातों की विभिन्न पुस्तकों में जाते हैं जैसे कि सामान्य खाता और तलपट हम उस जानकारी को एकत्र करते हैं और इन्हें खातों की विभिन्न पुस्तकों में डालते हैं और ऐसा करके हम इसे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं सारांश यह है कि जब आप एक पत्रिका तैयार करते हैं तो आप एक बही तैयार करते हैं और अंत में तलपट तलपट क्या है यह लेन देन में सभी खातों का सारांश है अंत में यहां तक कि लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट भी जो कि सभी व्यापारिक लेन का सारांश है इसलिए हम इन लेन देन को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और जानकारी का विश्लेषण और रिपोर्टिंग करते हैं हम इसका विश्लेषण कुछ हद तक करते हैं हम कुछ अनुपातों के लिए जाते हैं हम गणना करते हैं कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जाते हैं हम निधि प्रवाह विवरण के लिए जाते हैं और अंत में हम इस जानकारी को विभिन्न हितधारकों को सूचित करते हैं विभिन्न हितधारक व्यवसाय के आंतरिक और बाहरी दोनों ही हैं यह सरकार को सूचित किया जाता है यह कर अधिकारियों को सूचित किया जाता है यह नियामक अधिकारियों को सूचित किया जाता है यह फ़ोरसेल संस्थानों को सूचित किया जाता है यह हमारे आंतरिक हितधारकों जैसे कर्मचारियों जैसे कि हमारे शेयरधारकों को जैसे आपके ऋण दाता और कह सकते हैं कि ग्राहकों को सूचित करता है तो यह सब बड़े पैमाने पर लेखांकन के तहतवित्तीय लेखांकन के तहत किया जाता है इसलिए सबसे पहले आपको कुछ जानकारी उत्पन्न करनी होगी इसे लिखित करना होगा इसे सारांशित करना होगा इसका विश्लेषण करना होगा और इसे विभिन्न वर्गों या हित समूहों या हितधारकों को रिपोर्ट करना होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से संबंधित है यह है वह है जो हम वित्तीय लेखांकन के तहत करते हैं मानते हो अब लेखांकन के क्या उपयोग हैं कौन उस जानकारी का उपयोग करता है आप मोटे तौर पर दो समूहों आंतरिक उपयोगकर्ताओं और बाहरी उपयोगकर्ताओं में विभाजित कर सकते हैं इसका मतलब है कि हम यह जानकारी क्यों पैदा कर रहे हैं हम लाभ और हानि खाता क्यों तैयार कर रहे हैं हम बैलेंस शीट क्यों तैयार कर रहे हैं उस सारांशित जानकारी के बिना निर्णय करना संभव नहीं होगा लेकिन लाभ और हानि खाताबैलेंस शीट से आप सीमित गैर रणनीतिक फैसले ले पाएंगे यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि रिपोर्टिंग की अवधि के आधार पर हमने पिछले 12 महीने 6 महीने या 3 महीने में कैसा प्रदर्शन किया है इसलिए यदि आप रिपोर्टिंग के उपयोगों उनके आंतरिक उपयोगों और आंतरिक प्रबंधकों आंतरिक हितधारक आंतरिक लोगों के बारे में बात करते हैं जो कंपनी और इसके प्रबंधन का ध्यान रखते हैं तो वे इस जानकारी का उपयोग अल्पकालिक योजना और नियमित संचालन के नियंत्रण के लिए करते हैं अल्पकालीन योजनाएं क्योंकि पहले जब हमारे हाथ में बहुत कुशल और उपयोगी आईटी सिस्टम नहीं थे तब हम एक साल में केवल एक बार वित्तीय विवरण तैयार कर रहे थे 12 महीनों के बाद हम यह जान पाते थे कि हमने क्या किया है हमें लाभ हुआ या हमें घाटा हुआ यदि आपके पास लाभ है लाभ पर्याप्त है या इसे बढ़ाया जा सकता है और यदि यह नुकसान है तो क्या यह हो सकता है कि इसका मतलब यह था कि इसे लाभ में बदलना संभव है क्या लेकिन यह केवल एक पोस्टमॉर्टम विश्लेषण है इससे आप न्यूनतम लाभ को बढ़ा नहीं सकते और नुकसान को भी लाभ में बदल नहीं सकते क्योंकि यह हो चुका है लेकिन जब हमने विकसित हुए आईटी सिस्टम से शुरुआत की तो हमारे पास अब सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास लेखांकन जानकारी को बनाने के विभिन्न तरीके हैं जिससे लेखांकन जानकारी उत्पन्न होती है लेखांकन जानकारी बहुत कुशलता से और कम ही समय में हमने वित्तीय विवरण विभिन्न अल्प समय अवधि के लिए बनाने शुरू कर दिए अब हम मासिक बैलेंस शीट तैयार करते हैं हम त्रैमासिक बैलेंस शीट तैयार करते हैं हम छमासिक बैलेंस शीट तैयार करते हैं और अंत में हम वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करते हैं इसलिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यदि आप एक मासिक बैलेंस शीट या त्रैमासिक बैलेंस शीट बना रहे हैं यह तिमाही बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता है हमें यह बताता है कि व्यवसाय कैसे आगे बढ़ रहा है पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है यदि वह प्रदर्शन निशान तक नहीं है तो इसे अगली तिमाही में कैसे सुधारा जा सकता है और आगे की तिमाही में इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसलिए यदि आपके पास वह जानकारी है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं और आप उस जानकारी का उपयोग बेहतर निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं दूसरा गैर नियमित निर्णय लेने और समग्र नीतियाँ तैयार करने और लंबी पहुंच वाली योजनाओं के लिए इस जानकारी का उपयोग हम बहुत सारे रणनीतिक निर्णय लेते हैं उदाहरण के लिए कंपनियां 4 तरीके के बाजारों में काम करती हैं और हमें पता चलता है कि हमारी उत्पादन क्षमता अधिक है और यह चार बाजार अभी पूरी तरह से संतृप्त हैं हमें पांचवें बाजार में छठे बाजार में प्रवेश करना होगा जोकि एक ही देश में हो सकता है या अलग अलग देशों में हो सकता हैयह एक रणनीतिक निर्णय दीर्घकालिक निर्णय है आपको बहुत ही प्रासंगिक जानकारी दीर्घकालिक जानकारी की आवश्यकता है और वहां आपको केवल आपके खाते की जानकारी की ही आवश्यकता नहीं है हमें अन्य कंपनियों की जानकारी की भी आवश्यकता है यह पता लगाने के लिए कि हमें एक बाजार से दूसरे बाजार में जाना चाहिए या नहीं इसी तरह उदाहरण के लिए हम निर्माण कर रहे हैं चार उत्पादों का हम बाजार में दो और उत्पादों को पेश करना चाहते हैं यह दीर्घकालिक रणनीतिक निर्णय है क्या हमें उसके लिए जाना चाहिए या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने मौजूदा बाजार में मौजूदा चार उत्पादों में कैसा प्रदर्शन किया है क्या हमें दो और उत्पाद जोड़ने चाहिए यदि हमने पहले 4 उत्पादों के संबंध में बाजार में कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया है तो हाँ हमारे पास पांचवें और छठे उत्पाद में जाने का कारण है इसलिए इन सभी के लिए लेखांकन जानकारी वित्तीय जानकारी की आवश्यकता होती है जो वित्तीय लेखांकन के तहत उपलब्ध है इसी तरह आपके पास लेखांकन के बाहरी उपयोगकर्ता हैं निवेशक वित्तीय जानकारी या लेखा जानकारी का उपयोग करते हैं सरकारी प्राधिकरण उपयोग करते हैं नियामक प्राधिकरण उपयोग करते हैं कर प्राधिकरण उपयोग करते हैं वित्तीय संस्थान उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें अपने धन को डालने की लिए अच्छे ग्राहकों का पता लगाना है इसलिए यह बहुत उपयोगी जानकारी है जो आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए उपयोग और मूल्य की है इसलिए यह सब हमारे लिए स्पष्ट है कि यह सब वित्तीय लेखांकन के संबंध में है अब हम उन तीन शाखाओं के बारे में बात करते हैं हम पहले ही वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन के बारे में बात कर चुके हैं वित्तीय लेखांकन 1930 तक था लेकिन हमारे पास कोई लागत या प्रबंधन लेखांकन नहीं था उस समय तक आप केवल व्यापारिक लेन देन सूचनाओं के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार कर रहे थे और लेन देन को लाभ और हानि खाते पत्रिका खाते और तलपट और लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट मे ले जा रहे थे और जो सत्रह वीं शताब्दी से लेकर बीसवीं सदी तक हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहा आप बीसवीं सदी के चौथाई तक कह सकते हैं लेकिन 1930 के दशक की महान मंदी या अवसाद ने हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया कि उत्पाद की लागत को कम करने के लिए कैसे नवीन रूप से सोचा जाए और इसी कारण जैसा कि मैंने आपको विस्तार से बताया हमने लेखांकन का एक नया विषय विकसित किया जिसे लागत लेखांकन कहा जाता है और बाद में 50 के दशक में जब व्यापार और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया तीव्र गहन प्रतिस्पर्धा तेज हो गई कंपनियों के लिए एक बाजार में समायोजन संचालन और रखरखाव करना मुश्किल हो गया क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आ रही थी इसलिए हमने लेखा प्रबंधन लेखांकन की तीसरी शाखा विकसित की और यहां हम प्रबंधन लेखांकन के विभिन्न पहलुओं और उस जानकारी का उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तार से जानने जा रहे हैं जो कि रणनीतिक प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के तहत उत्पन्न होती है वे तकनीकें जो हमें वित्तीय और लागत लेखांकन की इस जानकारी का समुचित उपयोग करने में मदद करेंगी उन्हें सेट्स कहा जाता है मतलब की वे सभी तकनीकें या उन तकनीकों के सेट लेखा करण का नया विषय बनाते हैं जिसे प्रबंधन लेखांकन कहा जाता है मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा लेकिन हम देखेंगे कि वित्तीय लेखांकन क्या है हम सभी समझते हैं कि वित्तीय लेखांकन क्या है यह लेखांकन के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो बाहरी दलों जैसे स्टॉक धारकों आपूर्तिकर्ताओं बैंकों और सरकार और नियामक एजेंसियों के उपयोग के लिए विकसित की गई व्यावसायिक इकाई की वित्तीय जानकारी को संप्रेषित करने के लिए नियोजित होता है और कह सकते है कि अन्य हित समूह भी जैसे ऋण दाता यह केवल वित्तीय लेखांकन ही रिपोर्टिंग उद्देश्य प्रदान करता है कि व्यवसाय कैसे कर रहा है व्यापार कैसा प्रदर्शन कर रहा है व्यवसाय कैसा चल रहा है क्योंकि कई बार कुछ बाहरी धन को भी व्यापार में निवेश किया जाता है इसलिए सरकार को जनता के विश्वास के रूप में उन्हें इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय में निवेश किए गए सब धन का उचित उपयोग किया जा रहा है न्यायिक रूप से उपयोग किया जाता है और चिंता की कोई बात नहीं है इसलिए सरकार को जानकारी की आवश्यकता है कर अधिकारियों को जानकारी की आवश्यकता है वित्तीय संस्थानों ने हमें व्यवसाय के लिए धन प्रदान किया है या वे उस व्यवसाय को धन प्रदान करने की योजना बना रहे हैं जो उन्हें जानकारी की आवश्यकता है इसलिए यह केवल रिपोर्टिंग के उद्देश्य से कार्य करता है कोई रणनीतिक निर्णय वित्तीय लेखांकन की तकनीकों का उपयोग करके करना संभव नहीं है वित्तीय लेखांकन हमें बहुत प्रासंगिक जानकारी उत्पन्न करने में मदद कर सकता है लेकिन उस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाता है यह प्रबंधन लेखांकन के तहत सीखा जाता है दूसरी बात लागत लेखांकन जैसा कि मैंने आपको बताया था वित्तीय लेखांकन की तरह ही लागत लेखांकन भी बहुत उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी उत्पन्न करता है लेकिन प्रबंधन निर्णय के लिए उस जानकारी का उपयोग कैसे करें जिसे भी ज्ञात किया जाता है या मदद से सीखा जा सकता है प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों की हम यहां चर्चा करेंगे अब लागत लेखांकन क्या है यह केवल लागत के बारे में जानकारी को रिकॉर्ड करने मापने और रिपोर्ट करने के लिए संदर्भित करता है उत्पाद की लागत या सेवाओं की लागत लागत संसाधनों का बलिदान है नकदी के परिव्यय द्वारा लागत लेखा प्रणालियों में परिलक्षित होती है तब नकदी बाहर निकल जाती है इसका मतलब है कि नकदी संसाधन है और जब आप नकदी का त्याग करते हैं तो यह बाहर निकल जाता है इसलिए यह लागत का हिस्सा बन जाता है भविष्य की तारीख में नकदी का भुगतान करने का वादा करता है और संपत्ति का मूल्य की समाप्ति का जब आपके पास कच्चा माल होता है तो यह आपकी संपत्ति है लेकिन जब आप उस सामग्री को परिवर्तित करते हैं या आप उस प्रक्रिया को संसाधित करते हैं या आप उस सामग्री को अर्ध प्रक्रिया करते हैं तो वह सामग्री एक और आकार ले लेती है ताकि सामग्री खत्म हो गई है जो तैयार उत्पाद की कुल लागत का एक हिस्सा बन गया है लागत लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य लागत निर्धारण और निर्णय लेने और प्रदर्शन मूल्यांकन में इसके उपयोग में हैं कुछ हद तक आप प्रदर्शन मूल्यांकन की सुविधा भी दे सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप चार उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तो हम चार उत्पादों की लागत की गणना कर सकते हैं फिर हम देख सकते हैं कि इन चार उत्पादों द्वारा कितना इनपुट आवश्यक है और उदाहरण के लिए इनपुट सीमित है हमारे पास पर्याप्त इनपुट नहीं है उदाहरण के लिए हम बात करते हैं आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है शक्ति एक दिन में अठारह घंटे आ रही है चौबीस घंटे नहीं में आ रही है शक्ति एक सीमित कारक है अब आप यह जानना चाहते हैं कि चार में से कुल चार उत्पादों में से कौन से उत्पाद हम फर्म की लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए बना रहे हैं यदि हम पहले तीन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो किसी भी तीन उत्पादों पर हैं जो हमें न्यूनतम लागत में अधिकतम लाभ दे रहे हैं उपलब्ध शक्ति का उपयोग केवल 3 उत्पादों के लिए सबसे पहले किया जाना चाहिए और यदि उसके बाद कोई शक्ति बची है तो हमें चौथे उत्पाद के लिए उपयोग करना चाहिए जो कि कम से कम उत्पादक या लाभ कमाने वाला हो तो यह कुछ हद तक लागत लेखांकन की मदद से सीखा जा सकता है कि चार में से कौन सा सबसे अच्छा उत्पाद है कौन सा दूसरा सबसे अच्छा है कौन सा तीसरा है और कौन सा सबसे कम उत्पादक है कम से कम लाभ कमाने वाला जो चौथा हो सकता है इसलिए हम लागत की मदद से यह पता लगा सकते हैं कि कीमतों के सहारे जो कि हम बाजार से लाने जा रहे हैं और सभी चार उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक इनपुट्स की मदद से यह संभव है लेकिन इससे भी आगे का विश्लेषण और प्रसंस्करण और फिर उस उत्पाद का विश्लेषण या शायद आगे के किसी भी प्रकार का विश्लेषण लागत लेखांकन के तहत संभव नहीं है जो केवल बड़े पैमाने पर आपको लागत की जानकारी देता है और मूल्य तो बाजार से उपलब्ध है प्रबंधन लेखांकन हाँ अब यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ हम केवल इस बारे में चिंतित हैं और अगले 29 और घंटों के लिए प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों के बारे में बात करने वाले हैं यह लेखांकन जानकारी से संबंधित है जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है हर जानकारी प्रबंधकों के लिए उपयोगी नहीं है आप एक लाभ और हानि खाता तैयार कर रहे हैं आप एक बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं लाभ और हानि लेखांकन में सब कुछ उपयोगी नहीं है बैलेंस शीट में सब कुछ उपयोगी नहीं है लेकिन जो उपयोगी है उसे अलग करना है हमें इसकी पहचान करनी होगी और यदि आपके पास उस स्ट्रैटेजिक जानकारी को अलग करने या पहचानने की कला है तो हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं तो यह लेखांकन जानकारी से संबंधित है सब कुछ नहीं जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है यह उन सूचनाओं को पहचानने मापने संचय करने विश्लेषण करने तैयार करने व्याख्या करने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया है जिन्हें प्रबंधक संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं या जिन्हें प्रबंधक की आवश्यकता होती है तो वह कौन सी जानकारी है जो वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन और कहे जाने वाली वित्त और लेखा की अन्य तकनीकों द्वारा उत्पन्न कुल जानकारी में से है हमें इसे अलग करना होगा हमें इसे पहचानना होगा हमें इसे एक अलग समूह में रखना होगा और फिर उस जानकारी का उपयोग करना होगा इसलिए एक चीज़ को अलग अलग समूह में डाल देना है और दूसरी चीज़ यहाँ दूसरा कौशल है उस जानकारी का उपयोग करना इसलिए उस प्रासंगिक जानकारी को कैसे पहचाना जाए इसका उपयोग कैसे किया जाए ये दो अलग अलग चीजें हैं और हम प्रबंधन लेखांकन के तहत दोनों चीजों को सीखते हैं अब पहले जब हमारे पास केवल लागत लेखांकन था तो हमने उत्पाद की लागत निकालना शुरू किया और हमने केवल उत्पाद की कुल लागत पर काम किया उदाहरण के लिए हम इस पेन का निर्माण करना चाहते हैं ठीक है इस पेन के निर्माण के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होती है कितने श्रम की आवश्यकता है कितने अन्य खर्च की आवश्यकता है कितने वित्त की आवश्यकता है वितरण लागत कितनी है कितनी विपणन लागत की आवश्यकता है इन सभी लागतों को नीचे सूचीबद्ध किया गया था और जब एक साथ रखा गया तो हमें पता चला कि इस पेन के निर्माण में एक पेन की लागत 50 रुपये कुल लागत कहलाती है और यदि हम 50 रुपये की लागत से इस पेन का निर्माण कर रहे हैं तो हम किस कीमत पर बिक्री कर सकते हैं या किस कीमत पर हम इसे बाजार में बेच सकते हैं इसलिए लागत मूल्य निर्धारण का आधार बन गया लेकिन लागत लेखांकन केवल 50 रुपये के उस आंकड़े की गणना करने में हमारी मदद करता है और बस यह ही अब प्रबंधन लेखांकन के तहत हम अगले स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं अब हम केवल एक लागत पूर्ण लागत की गणना नहीं करते हैं हम लागत की एक और तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे अंतर लेखांकन और फिर ज़िम्मेदारी लेखांकन कहा जाता है ये दोनों तकनीक प्रबंधन लेखांकन की हैं लागत लेखांकन की नहीं इन्हें विकसित किया गया है यहां तक कि आप कहते हैं कि ये लागत लेखांकन की तकनीकें हैं जिन्हें वे तब विकसित किए गए हैं जब प्रबंधन लेखांकन 1950 के दशक के बाद अस्तित्व में आया था और वहां हमने इस बारे में सीखना शुरू कर दिया था कि यदि आप इस पैन के निर्माण की पूरी लागत की गणना कर रहे हैं और 1000 पेन के उत्पादन के इस पेन को बनाने के लिए हम जिन विभिन्न इनपुट्स का उपयोग करने जा रहे हैं उनके आधार पर और इसके अनुसार हम इसकी कीमत तय करने जा रहे हैं लेकिन इस उत्पाद की लागत को कैसे कम किया जाए और विभिन्न कोणों से लागत को कैसे देखा जाए यह हमने प्रबंधन लेखांकन के तहत सीखा उदाहरण के लिए हम इस लागत को कम करना चाहते हैं इस पेन की कीमत ५० रुपये से लेकर ४० रुपये तक है हमें यह देखना होगा कि इनपुट कारक कौन से हैं और हम कौन से इनपुट कारक का उपयोग कर रहे हैं जो हम आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं और जिनका हम अब बेहतर उपयोग कर रहे हैं और जिनका हम कम उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम इन पेन के निर्माण के लिए इन इनपुट और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलन करेंगे इसलिए कुछ हद तक हम लागत लेखांकन के तहत सीखते हैं जो लागत में कमी की प्रक्रिया है लेकिन मोटे तौर पर हम प्रबंधन लेखांकन के तहत सीखते हैं अब जब हम पूर्ण लागत लेखांकन से अंतर लेखांकन में चले गए तो हम अंतर लेखांकन में क्या करते हैं एक अंतर लेखांकन में हम उदाहरण के लिए सीखते हैं यदि आप इस कलम का निर्माण करते हैं और पहली 1000 इकाइयों का निर्माण करते हैं तो लागत क्या होगी 50 रु या हो सकता है जब आप पहले 500 यूनिट का निर्माण करते हैं तो लागत 50 रुपये होती है लेकिन अगर आप बाजार को बढ़ाने में सक्षम हैं यदि आप बाजार में केवल 500 यूनिट नहीं बेच रहे हैं बल्कि आप बाजार में 5000 इकाइयों को बेचने में सक्षम हैं तो क्या लागत होगी प्रारंभिक 500 यूनिट्स की लागत बहुत अधिक है क्योंकि आपके सभी निश्चित ओवरहेड्स को 500 पेन की कुल लागत में जोड़ा जाता है लेकिन जब आप बाजार का विस्तार करने में सक्षम होते हैं और आप उत्पादन स्तर को 500 से 5000 तक ले जाने में सक्षम होते हैं या 5000 नहीं तो 1000 हो सकते हैं इसलिए लागत जो कि 0 से 500 तक होगी पूरी लागत होगी शुरू में क्योंकि हम केवल 500 का निर्माण कर रहे थे लेकिन अगर हम नए बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं और 500 से 1000 पेन से बिक्री करना चाहते हैं तो लागत को 500 से 1000 तक अंतर लागत के रूप में कहा जाएगा क्योंकि यह लागत 0 से 500 तक की लागत के समान नहीं होगी क्योंकि 500 तक जब आप लागत की गणना कर रहे हैं तो आप एक निर्माण से जुड़े सभी लागतों को पूरा कर चुके हैं चाहे यह एक परिवर्तनीय लागत हो या यह एक निश्चित लागत वितरण लागत विपणन लागत इसमें सब कुछ शामिल है और जब आप लागत की गणना करते हैं या आप लागत के बारे में सीखते हैं तो लागत दो प्रकार की हो सकती है पहला फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो निश्चित लागत वह है जो एक बार होती है जिसे विफल लागत कहा जाता जो बार बार नहीं होता है और जो निश्चित रहता है और उत्पादन के निश्चित स्तर तक रहता है इसलिए आप 500 पेन का निर्माण कर रहे हैं लेकिन प्लांट की क्षमता जिसे हमने कहा है कि दो हजार पेन तक है और यह न्यूनतम क्षमता उपलब्ध है तो इसका मतलब यह है कि जब आप 500 से 1000 के उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो आपके संयंत्र की कमी पहले से ही 500 में जोड़ दी जाती है जिसे वापस जोड़ा नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि अगले 500 इकाइयों में मूल्य हास को नहीं जोड़ने से अतिरिक्त 500 इकाइयों की लागत मैं संयंत्र की लागत में कमी आएगी इसलिए निश्चित लागत निर्धारित रहती है जिसे उत्पादन के प्रारंभिक स्तर पर पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है और उसके बाद यदि आप उत्पादन बढ़ाते हैं तो केवल परिवर्तनीय लागत को खर्च करना पड़ता है जो कि चर खर्च सामग्री श्रम और अन्य ओवरहेड्सOverheads के खाते पर प्रत्यक्ष व्यय होता है जबकि निश्चित लागत ही अप्रत्यक्ष लागत है जो पहले से ही शामिल है इसका पूर्ण मिलान हो गया है और अब अतिरिक्त उत्पादन के लिए आपको केवल परिवर्तनीय लागत का खर्च उठाना पड़ेगा और इस वजह से उत्पाद की कुल लागत कम हो जाएगी और आप कीमत भी कम कर पाएंगे यदि अन्य ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपका उत्पाद अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा इसलिए जब आप कुल 1000 पेन की लागत की गणना करते हैं और अब आप विभाजित करते हैं तो निश्चित रूप से शुरू में हम 500 इकाइयों मैं विभाजित करते हैं अब आप 1000 इकाइयों में विभाजित कर रहे हैं इसलिए आपकी निश्चित लागत भी कम हो जाएगी आपकी परिवर्तनीय लागत को नियंत्रण में रखा जा सकता है और अंत में कुल लागत नियंत्रण में होगी और यदि आप उस कीमत के आधार पर किसी उत्पाद की कीमत लगाते हैं तो वह कीमत होगी बहुत बहुत प्रतिस्पर्धी इसलिए अंतर लेखांकन को प्रबंधन लेखांकन के तहत अर्धशतक के बाद विकसित किया गया है हमने उत्पादन के पहले सेट के बारे में सीखना शुरू कर दिया है जो हम कर रहे हैं यह हमारी पूरी लागत है लेकिन यदि आप उत्पादन को 500 से 1000 1000 से 1500 1500 से 2000 तक तो जो अतिरिक्त लागत होने जा रही हैं वह लागत अंतर लागत कहलाती है इसलिए यह कुल लागत गणना को देखने और फिर विभिन्न कोष्ठकों के विभिन्न स्तरों पर निर्मित उत्पादों की लागत का एक बहुत ही रणनीतिक है फिर हमने एक नया विषय विकसित किया जो विशुद्ध रूप से प्रबंधन लेखांकन की एक विश्व तकनीक है जिसे ज़िम्मेदारी लेखांकन कहा जाता है इससे पहले शुरू में जब हमारे पास केवल वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन था तो हमारे पास केवल एक फर्म एक संगठन और विभिन्न विभागों मे से एक था लेकिन जब आप उन उत्पादों की लागत की गणना कर रहे थे जहां विभिन्न विभाग उस उत्पादों के निर्माण में योगदान दे रहे थे तो हम उत्पाद की कुल लागत की गणना कर रहे थे लेकिन हम यह पता नहीं कर पा रहे थे कि किस विभाग ने उत्पादन में कितना योगदान दिया है लागत कितनी है जिस वजह से फर्म के किस विभाग ने ज़िम्मेदारी के तहत विभिन्न विभागों में विभिन्न इकाइयों और फर्म की उप इकाइयों के उत्पाद के उत्पादन में योगदान दिया है हमने उन्हें स्वतंत्र रिस्पांसिबिलिटी सेंटर कहना शुरू कर दिया और उन स्वतंत्र ज़िम्मेदारी केंद्रों को स्पष्ट ज़िम्मेदारी दी गई कि आप जिस उत्पाद का निर्माण करेंगे उस उत्पाद का अगला भाग जिसका आप निर्माण करेंगे आपका काम 3120 सामग्री का होगा आपका काम सामग्री जारी करने का होगा आपका काम उत्पादन के स्थान से सामग्री को बाजार के स्थान पर ले जाना होगा इसलिए जब आपने उत्पाद की लागत और उत्पाद की कुल लागत में उनके योगदान के अनुसार पूरी फर्म को विभाजित किया तो इन विभिन्न केंद्रों इन इकाइयों उप इकाइयों और विभागों को ज़िम्मेदारी लेखांकन कहा जाता है अब हम आज क्या करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है क्योंकि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उत्पाद की कुल लागत में विभिन्न रिस्पांसिबिलिटी सेंटरइकाइयों उप इकाइयों या विभागों का क्या योगदान है इसलिए अगर किसी भी यूनिट की लागत बजट से अधिक हो गई है तो पूर्व निर्धारित लागत उस इकाई की लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है ताकि वे संकेत पा सकें कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप आसानी से ज़िम्मेदारी तय कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि कौन सा हिस्सा कौन सी इकाई उप इकाई अतिरिक्त लागत का कारण बनता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ताकि उत्पाद की कुल लागत को नियंत्रण में रखा जा सके तो ज़िम्मेदारी लेखांकन के बारे में अधिक और रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग कैसे काम करता है विभिन्न रिस्पांसिबिलिटी सेंटर क्या हैं या हम प्रबंधन लेखांकन के विभिन्न रिस्पांसिबिलिटी सेंटर और अन्य तकनीकों का निर्माण करते हैं मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूँगा मैं इस वर्ग के लिए आज के लिए यहां रुकता हूं और प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों के संबंध में और अधिक चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे